हमने ग्रे सतहों में ऊर्जा संतुलन या विकिरण विनिमय को देखा तो हमने कहा कि शुद्ध विकिरण विनिमय यदि हमारे पास N सतहों के साथ N वस्तुओं के साथ एक संलग्नक है और उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ विकिरण का आदान प्रदान कर रहे हैं फिर हमने कहा कि नेट रेडिएशन एक्सचेंज सभी AiFij पर योग द्वारा दिया जाता है j 1 से N तक जा रहा है और वह भी Ebi माइनस Ji by 1 माइनस epsilon i by Ai epsilon i के बराबर है ओके इसलिए हमने पहचाना कि Ai epsilon i द्वारा 1 माइनस epsilon i सतह द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध है क्योंकि उस सतह से विकिरण विनिमय के लिए इसकी सतह के गुण ठीक हैं तो अब इसी तरह से हम विभिन्न सतहों के बीच विकिरण विनिमय के लिए प्रतिरोधों की पहचान भी कर सकते हैं तो ध्यान दें कि यह सतह i से विकिरण के लिए प्रतिरोध है और हम सतहों के बीच विकिरण विनिमय के लिए प्रतिरोधों की पहचान कर सकते हैं ठीक है तो सतह i और सतह j के बीच विकिरण विनिमय AiFij द्वारा Ji माइनस Jj में दिया जाता है ओके तो अब हम इसे AiFij द्वारा Ji को 1 से विभाजित करके फिर से लिख सकते हैं इसलिए यदि विकिरण विनिमय के लिए प्रेरक बल इन सतहों में से प्रत्येक से संबंधित कुल उत्सर्जन के बीच का अंतर है तो वह ड्राइविंग बल है ड्राइविंग बल को प्रतिरोध से विभाजित किया जाता है तो कोई यह पहचान सकता है कि सतह i और j के बीच विकिरण विनिमय के लिए जो प्रतिरोध पेश किया जाता है वह AiFij द्वारा 1 होगा ओके तो यह प्रतिरोध और कुछ नहीं बल्कि AiFij द्वारा 1 है तो ध्यान दें कि यह प्रतिरोध अभिविन्यास के कारण पेश किया गया प्रतिरोध है यह ज्यामितीय प्रतिरोध है जो विभिन्न सतहों के अभिविन्यास के कारण सिस्टम द्वारा पेश किया जाता है तो इसलिए कोई AiFij द्वारा एक प्रतिरोध नेटवर्क 1 लिख सकता है ठीक है तो वह प्रतिरोध है जो सतह i और सतह j के बीच विकिरण विनिमय के लिए पेश किया जाता है जिसका कुल उत्सर्जन Ji और Jj ठीक है तो अब इन दो प्रतिरोधों के आधार पर हम अब पूरे सिस्टम के लिए प्रतिरोध नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए कि Ebi सतह के लिए ब्लैकबॉडी विकिरण है और Ji उस सतह से संबंधित कुल उत्सर्जन है तो Ai epsilon i द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध 1 माइनस epsilon i है अब यह अन्य सभी सतहों के साथ विकिरण का आदान प्रदान कर रहा है इसलिए आपके पास प्रतिरोध है जिसके लिए समानांतर में हो रहा है क्योंकि यह एक साथ अन्य सभी सतहों के साथ विकिरण का आदान प्रदान कर रहा है इसलिए आपके पास प्रतिरोध हैं जो समानांतर में दिखाई देते हैं इसलिए यह JN तक 1 J1 J2 आदि है और ये प्रतिरोध Ai Fi1 द्वारा 1 Ai Fi2 द्वारा 1 हैं और यह AiFi3 द्वारा 1 होगा और यह AiFiN द्वारा 1 होगा ठीक है तो घेरे में अन्य सभी सतहों के साथ सतह i के विकिरण विनिमय के लिए प्रतिरोध नेटवर्क है ठीक तो कोई भी अन्य सभी सतहों के लिए विकिरण विनिमय लिख सकता है इसी तरह 1 से N तक जाने वाली अन्य सभी सतहों के लिए विकिरण विनिमय नेटवर्क लिख सकता है इसलिए सिद्धांत रूप में प्रत्येक नोड से आपके पास N प्रतिरोध होंगे जो वास्तव में आ रहे हैं प्रत्येक नोड से तो कितने प्रतिरोध हैं इस प्रणाली के लिए प्रतिरोधों की कुल संख्या प्रतिरोधों की कुल संख्या प्रतिरोधों की कुल संख्या कितनी है तो प्रत्येक इकाई आपके पास उनमें से N है जिससे आपको N वर्ग मिलता है लेकिन आपके पास वह प्रतिरोध है जो सतह के गुणों द्वारा पेश किया जाता है तो आपके पास प्रत्येक सतह के लिए 1 प्रतिरोध है तो प्रतिरोधों की कुल संख्या N वर्ग प्लस N के बराबर है ओके तो यह N वर्ग ज्यामितीय स्थिति या ज्यामितीय कारक के कारण अभिविन्यास प्रतिरोधों के कारण दिया जाने वाला प्रतिरोध है तो ये N वर्ग प्रतिरोध ज्यामितीय कारकों के कारण हैं और जाहिर है वे सममित हैं ठीक है और N प्रतिरोध सतह के गुणों के कारण प्रतिरोधों के कारण हैंसतह के गुणों के कारण सतह के गुणों के कारण सतह द्वारा पेश किया जाने वाला प्रतिरोध क्या है तो प्रतिरोधों की कुल संख्या N वर्ग प्लस N ठीक है तो हम यह सब कहाँ उपयोग करते हैं सवाल यह है कि हम इस सारी जानकारी का उपयोग कहां करते हैं तो दो प्रकार के प्रश्न हैं जो आम तौर पर ठीक से पूछे जा सकते हैं एक सवाल यह है कि मुझे लगता है कि मैं सभी तापमानों को जानता हूं मान लीजिए कि सभी सतह के तापमान ज्ञात हैं ठीक है क्या मैं विकिरण का अनुमान लगा सकता हूँ तो यह प्रश्नों का पहला वर्ग है जिसका उत्तर आप उन कुछ चीजों से दे सकते हैं जो हमने अब तक प्राप्त की हैं दूसरे वर्ग के प्रश्न जिनका आप उत्तर दे सकते हैं मान लीजिए कि मैं फ्लक्स जानता हूं मान लीजिए कि मैं जानता हूं कि qi हर सतह से शुद्ध विकिरण विनिमय को जानता है अब यह मापना संभव है क्योंकि यदि आप जानते हैं कि एक isothermal स्थिति को बनाए रखने के लिए आप कितनी गर्मी की आपूर्ति कर रहे हैं या निकाल रहे हैं और यही आपको qnet i देगा तो यह देखते हुए कि तापमान क्या है आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं इतना ही नहीं आप यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कुल उत्सर्जन क्या हैं ताकि और उस प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सके तो आइए पहले प्रश्न को देखें कि पहले प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए अब तक हमने जो भी ढांचा विकसित किया है उसके साथ हम ओपेनहेम कहलाने वाले का उपयोग करने जा रहे हैंप्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर देने के लिए ओपेनहाइम मैट्रिक्स विधि ठीक है अब यह कुछ भी नहीं है लेकिन सभी ऊर्जा संतुलनों को रूपांतरित कर रहा है जो हमने अब तक मैट्रिक्स वेक्टर रूप में लिखे हैं ताकि यह समस्या को हल करने के लिए सुरुचिपूर्ण दिखे और समस्या को हल करने में आसान लगे ठीक है तो मान लीजिए कि मैं इन सभी सतह के तापमानों को जानता हूं मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि हर सतह से कुल उत्सर्जन क्या है हर सतह से सही शुद्ध उत्सर्जन अगर मुझे पता है कि मैं कर चुका हूं तो मैं शुद्ध गर्मी हस्तांतरण दर का पता लगा सकता हूं तो हमारे पास ऊर्जा संतुलन है इसलिए Ebi माइनस Ji को 1 माइनस epsilon i A epsilon i से विभाजित किया जाता है जो कि qnet i के बराबर Ji1 के बराबर है जो कि J पर योग है ओके तो यह सतह से अपने गुणों के संबंध में उत्सर्जन है और यह उस सतह और घेरे में अन्य सभी सतहों के बीच विकिरण विनिमय है तो मान लीजिए कि मैं तापमान जानता हूं इस अभिव्यक्ति में कौन सी मात्रा एक ज्ञात मात्रा है मान लीजिए कि मैं सभी तापमानों को जानता हूं मान लीजिए कि मैं उन सभी सतहों का तापमान जानता हूं जिन्हें मैं isothermal परिस्थितियों में बनाए रखता हूं तो यहां कौन सी मात्रा एक ज्ञात मात्रा है यहाँ कौन सी मात्राएँ ज्ञात हैं क्या मैं epsilon i जानता हूं अगर मैं कहूं कि ये ज्ञात हैं तो मुझे पता है कि epsilon i epsilon i एक ज्ञात मात्रा है ठीक है और मैं यह पता लगा सकता हूं कि सतह का क्षेत्रफल सतह के कुल क्षेत्रफल के बराबर है मुझे और क्या पता मुझे क्या पता मुझे तापमान पता है मुझे और क्या पता आप Ebi को जानते हैं उस तापमान पर Ebi सिर्फ ब्लैकबॉडी रेडिएशन है तो इसका मतलब है कि Ebi सिग्मा Ti to the power4 के लिए एक ज्ञात मात्रा है ठीक है तो हमें अनुमान लगाने की क्या ज़रूरत है हमें सभी Ji's का पता लगाने की जरूरत है हमें इन मात्राओं को देखते हुए प्रत्येक सतह से कुल उत्सर्जन का पता लगाना होगा क्या यह एक हल करने योग्य समस्या है कितने समीकरण हैं छात्र N N समीकरण इसलिए आपके पास i के प्रत्येक मान के लिए 1 समीकरण है तो ऐसा इसलिए है कि यह समीकरण 1 से N तक जाने वाले सभी के लिए मान्य है क्या यह एक रैखिक या गैर रेखीय समस्या है यह J में रैखिक रैखिक है इसलिए हमें इसका हल खोजने में सक्षम होना चाहिए तो इसका प्रतिनिधित्व करने का तरीका यह है तो Ebi को 1 माइनस epsilon i से Ai epsilon i से विभाजित किया जाता है जो कि योग J के बराबर 1 से N के बराबर है Ji को AiFij प्लस Ji द्वारा 1 माइनस epsilon i epsilon i द्वारा 1 से विभाजित किया गया है तो अब मैं इसे मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं तो ध्यान दें कि यह उन सभी के लिए है जो मैं 1 से N तक जा रहा हूं अब मैं इसे एक मैट्रिक्स वेक्टर समस्या के रूप में लिख सकता हूं ताकि Eb1 by 1 माइनस epsilon1 by A1 epsilon1 AN epsilon N और यह बराबर है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गुणा है J1 से JN तक मैट्रिक्स में पहला तत्व क्या है यह केवल पहले कार्यकाल के लिए है जो कि सभी 1 से N तक का योग है तो इसी तरह आपके पास यहाँ j का एक योग है जो 1 से N तक जा रहा है ठीक है इसलिए मैं इसे खोलूंगा और इसे एक मिनट में सभी शब्दों को अलग अलग लिखूंगा लेकिन आपको इस मैट्रिक्स की संरचना को ठीक से समझना चाहिए तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को A कहता हूं ओके अगर मैं इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के रूप में कॉल करता हूं और अगर मैं इसे J वेक्टर कहता हूं और अगर मैं इसे B वेक्टर कहता हूं तो ठीक है तो सभी सतहों से कुल उत्सर्जन इस मैट्रिक्स समस्या का सही समाधान था तो J A का व्युत्क्रम समय b होगा ठीक है इसलिए जहां अगर मैं A मैट्रिक्स A11 को खोलता हूं तो मैट्रिक्स में पहला तत्व A1F1j इनवर्स प्लस 1 से 1 माइनस epsilon1 से A1 epsilon1 से विभाजित होता है इसलिए यह पहला शब्द होगा तो अगर मैं अब यह जानना चाहता हूं कि सामान्य विकर्ण शब्द क्या है तो aii यह बस होगा मैं 1 को i से बदल दूंगा ताकि यह सामान्य विकर्ण शब्द हो और फिर अगर मैं विकर्ण पदों को देखता हूं तो a12 होगा 1 by माइनस 1 by A1F12 inverse ठीक है इसलिए अगर मैं सामान्य गैर विकर्ण शब्द खोजना चाहता हूं तो मैं प्रतिस्थापित करता हूं तो aij A1F1j होगा ठीक और फिर मैं पहली अनुक्रमणिका को i AiFi से बदल देता हूं ताकि यह हो इसलिए यह पता लगाना इतना आसान है कि यह मैट्रिक्स क्या है aii j के बराबर j के बराबर 1 से N 1 तक AiFii inverse Fij inverse प्लस 1 by 1 माइनस epsilon i से विभाजित करके ai epsilon i है और विकर्ण शब्द हैं Aij शून्य है 1 AiFij inverse छात्र हाँ यह पारस्परिक संबंध के कारण सममित है और इसे सममित होना चाहिए क्योंकि अगर सतह 1 सतह 2 के साथ आदान प्रदान कर रही है तो सतह 2 बदले में 1 के साथ आदान प्रदान कर रही है इसलिए इसे सममित होना चाहिए तो हम इस मैट्रिक्स समस्या का पालन करके कुल उत्सर्जन का पता लगा सकते हैं और इसलिए J A व्युत्क्रम समय b ठीक होगा तो यह है अगर सभी तापमान ठीक से ज्ञात हैं क्या होगा यदि सभी फ्लक्स ज्ञात हों या दर ऊष्मा परिवहन दर ज्ञात हो तो यह पहली समस्या है दूसरे के बारे में क्या है जहां तापमान ज्ञात नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि qi's का अनुमान कैसे लगाया जाए हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं क्या हम अभी भी उसी ढांचे का उपयोग कर सकते हैं No Ebi माइनस Ji यह सही है तो वह अभिव्यक्ति है हम नहीं जानते इसलिए हम Ji को ढूंढना चाहते हैं हम Ji को खोजने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि qnet अब आप Ji को खोजने जा रहे हैं यदि आप Ji को जानते हैं तो आप इस अभिव्यक्ति से Ebi को जानते हैं तो यहाँ तीन पद हैं एक पहला पद है एक दूसरा पद है और एक तीसरा पद है इसलिए यहाँ तीन पद हैं अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पहले और तीसरे की बराबरी कर सकता हूं तो पहले और तीसरे का प्रयोग करें इसलिए 1 और 3 पद 1 और 3 का प्रयोग करें और Ji खोजें Ji को खोजें फिर सभी कुल उत्सर्जन का पता लगाएं फिर 1 और 2 का उपयोग करें और Ebi खोजें ताकि आप Ebi पा सकें तो एक बार जब आप Ebi को यहां से जान लेते हैं तो आप तापमान का पता लगा सकते हैं एल्गोरिथ्म बहुत सरल है यह अभी भी वही ढांचा है सिवाय इसके कि मैट्रिक्स के अंदर ये तत्व अलग अलग होंगे तो यह q1 और qN होने जा रहा है और विकर्ण तत्वों का यह योग पद नहीं होगा यहां यह अतिरिक्त पद नहीं होगा तो ऐसा होगा कि यह योग j बराबर 1 से N 1 तक A2F2j inverse वगैरह होगा और आप मैट्रिक्स को पूरा करेंगे ठीक तो यह आपको फिर से देगा कि यह A है और यह B वेक्टर है तो इस मैट्रिक्स वेक्टर समस्या को हल करने से वास्तव में आपको सभी सतहों से कुल उत्सर्जन मिलेगा यदि qneti ज्ञात है और फिर 1 और 2 की बराबरी करके आप हर सतह के लिए Ebi ढूंढ पाएंगे और उससे आप तापमान का पता लगा सकते हैं इसलिए यदि हम ऐसा ही करते हैं तो यह समस्या 2 के लिए है जहां सभी qi's ज्ञात हैं तत्व केवल विकर्ण तत्व होंगे सभी दृश्य कारकों का योग होगा और ऑफ विकर्णों की शर्तें वही ठीक रहेंगी तो यह समस्या के दूसरे वर्ग के लिए है जहाँ आप अभी भी उसी Oppenheim matrix method का उपयोग कर सकते हैं सिवाय इसके कि आपको अपने ऊर्जा संतुलन में अलग अलग शब्दों की बराबरी करनी होगी